एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आइ आइ टी खड़गपुर लेक्चर 08 संवैधानिक परिप्रेक्ष्य कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स जारीContd लिंग न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संबंध में संवैधानिक गारंटी के संबंध में चर्चा शुरू की हमने देखा है कि संविधान समानता के अधिकार कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है जिससे धर्म वंश जाति लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो सके इसलिए पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव का कोई रूप नहीं हो सकता है हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक भेदभाव स्वीकार्य है स्लाइड समय देखें 0125 आगे आजादी का अधिकार जो सभी व्यक्तियों को भाषण और अभिव्यक्ति जनसमूह संघ आंदोलन की गारंटी देता है ये सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता की गारंटी है और हर कोई इन सभी स्वतंत्रता के उचित आनंद का हकदार है स्लाइड समय देखें 0141 जब लिंग के संदर्भ में बात की जाती है तो यह विभिन्न मामलों के माध्यम से देखा जा सकता है जो तय किए गए हैं उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की पसंद से शादी करने का अधिकार जब हम ख़बरों में देखते हैं तो कई उदाहरण मिलते हैं जो दर्शाता है कि एक लड़की ने निचली जाति के व्यक्ति से या किसी अलग धर्म के व्यक्ति से शादी की है और फिर उस शादी से बाहर आने के लिए उसके परिवार द्वारा कई तरह के ज़ुल्म आघात किए जा रहे हैं या कई बार अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है उसे अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से निकलते हैं और जैसा कि अशोक कुमार टोडी के छंद किशन जहान 2011 में सामने आया है यदि किसी व्यक्ति की पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक बार जाति के बाहर होने की गारंटी है और किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का आपराधिक अपराध नहीं हो सकता है जो किसी व्यक्ति को पसंद के अधिकार का प्रयोग करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है ऐसा ही हाल लता सिंह बनाम यूपी राज्य का था 2006 में जो अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए आगे चलकर बाद में जिस पति के साथ उसने शादी की उसके खिलाफ अपहरण का मामला बनाया गया और परिवार द्वारा उस लड़की की पिटाई भी की गई अब यह आपराधिक कार्यों को आमंत्रित करता है और यह निश्चित रूप से स्वतंत्रता और स्वाधीनता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है जिसे नीचे रखा गया है स्लाइड समय देखें 0351 इसी तरह हर किसी को पेशे की पसंद व्यवसाय का अधिकार है जिसे कोई आगे बढ़ाना चाहता है और कोई भी अनुचित प्रतिबंध नहीं हो सकता है जो कि किसी के पास भी हो सकता है यदि वह इसे करने का इरादा रखता है इसलिए यह भारतीय होटल और रेस्त्रां एसोसिएशन में एक सवाल था महाराष्ट्र राज्य का 2013 एक मामला था जहां एक बॉम्बे पुलिस अधिनियम ने 3 से 5 स्टार होटलों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के बीयर बार में खाने पर किसी भी प्रकार के नृत्य प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया था इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हिंसक होने के रूप में चुनौती दी गई क्योंकि सभी को पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार है और यदि इस तरह के नृत्य प्रदर्शन 3 से 5 सितारा होटलों में स्वीकार्य हैं तो यह अन्य प्रकार के भोजनालयों या रेस्त्राओं में भी स्वीकार्य हो सकता है अब उन तर्कों या जमाओं में से एक जो आगे रखा गया था कि जब इन स्टार होटलों की बात आती है तो बेहतर सुरक्षा तंत्र थे जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा जा सकता था लेकिन अन्य प्रकार के होटलों के मामले में जब ऐसे प्रदर्शन होते हैं कई बार यह महिलाओं के शोषण ऐसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूपों के अपराध की ओर जाता है और इसलिए महिलाओं की इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक बेहतर तरीका यह था कि वे इस तरह के भोजनालयों या होटलों में कार्यरत न हों हालाँकि इस तरह के एक तर्क को अदालत ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि अदालत ने कहा कि यह एक अनुचित प्रतिबंध का एक प्रकार होगा या आप एक प्रकार का भेदभाव और एक प्रकार का भेदभाव जानते हैं जो इन श्रेणियों के होटलों के बीच बनाया जा रहा है यदि होटलों के कुछ वर्गों में नृत्य प्रदर्शन की अनुमति है तो कोई कारण नहीं है कि होटलों के कुछ अन्य वर्गों में इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अगर सवाल सुरक्षा का है तो यह सुनिश्चित करना इस राज्य की जिम्मेदारी है कि इस तरह की प्रथाओं या किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शोषण की आशंका है जिसमें ऐसी प्रथाओं या ऐसी गतिविधियों की आशंका हो जिससे इस तरह के नृत्य प्रदर्शनों को अभी भी अनुमति दी जानी चाहिए ताकि राज्य की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित हो सके कि सभी स्थानों पर महिलाओं के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके जहां महिलाएं कार्यरत हैं और स्टार होटल और गैर की समझ में अंतर है स्टार होटल का रखरखाव नहीं किया जा सकता है जिससे महिलाओं को संगठनों या संस्थानों की एक श्रेणी में मना कर दिया जाता है और जबकि उन्हें अन्य श्रेणी के संस्थानों में अनुमति दी जा रही है शराब परोसने वाले होटलों और बार में महिलाओं के रोजगार के संबंध में एक ऐसा ही मुद्दा सामने आया तो वही स्थिति थी कि ऐसे होटल और बार में महिलाओं के रोजगार में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा का गंभीर सवाल था और इसलिए महिलाओं को इस तरह के होटल और बार में रोजगार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए हालाँकि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह एक प्रकार का निषेध है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने की कोशिश करता है और हर किसी के पास पेशा है इसलिए अगर कोई डांस बार में रहना चाहता है या कोई शराब वगैरह परोसने वाले बार में रहना चाहता है तो महिलाएं उन जगहों पर भी काम करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए है लेकिन किसी भी प्रकार का अनुचित भेदभाव जो महिलाओं को उनकी पेशेवर पसंद के मामले में प्रभावित करता है उन्हें राज्य द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती है स्लाइड समय देखें 0834 इसलिए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न संवैधानिक गारंटी के माध्यम से संविधान ने महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने की कोशिश की है और इस संबंध में एक लेख जो महिलाओं के सम्मान के साथ जीने के अधिकार के मुद्दे पर अभिन्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है यह मौलिक अधिकारों के मूल में है क्योंकि यह जीवन की बात करता है और यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता राज्य द्वारा हर व्यक्ति को आश्वासन दिया जाता है यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में कुछ हद तक समान है कि हर किसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है क्योंकि यह मानव अस्तित्व के मूल पर निर्भर करता है हालांकि ऐसे जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई भी प्रतिबंध उन मामलों में स्वीकार्य है जहां केवल कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए तो केवल स्थापित प्रक्रिया पर जो कि निष्पक्ष और उचित है ऐसे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रतिबंध की अनुमति दी जा सकती है इसके अलावा सभी मामलों में हर किसी के पास जीने के लिए एक जीवन है और अपने स्वतंत्रता और अधिकारों के आनंद की अंतिम प्राप्ति के लिए जो उसे या उसके लिए गारंटी दी गई है अब इस लेख में अधिकारों की विविधता को शामिल करने के लिए व्याख्या अदालत द्वारा की गई है और सभी पहलुओं चाहे वह मानव गरिमा के साथ रहने से संबंधित हो चाहे वह आजीविका से संबंधित हो या वह निजता या शिक्षा से संबंधित हो कई स्थितियों में सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा गया है इसलिए यह निर्धारित किया गया है कि जब हम जीवन की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब केवल पशु अस्तित्व नहीं है यह केवल एक पशुवत अस्तित्व से बहुत अधिक है जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित है लेकिन ऐसे सभी स्वतंत्रता और अधिकार जो मानव जीने के लिए और गरिमा के साथ जीने के लिए आवश्यक हैं जो अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं निजता के मामले में भी सभी को निजता का अधिकार है इस तरह की गोपनीयता का स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन इसे अनुच्छेद 21 में पढ़ा जा सकता है कि सभी की गोपनीयता है और ऐसी गोपनीयता का राज्य द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति की ऐसी गोपनीयता के खिलाफ राज्य द्वारा कोई अनुचित या मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है स्लाइड समय देखें 1219 यहां तक कि कई उदाहरणों में यह भी कहा गया है कि मुआवजे के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है एक मामले में याचिकाकर्ता पति ने कोड का अनुरोध किया कि उसकी पत्नी को चिकित्सा जांच से गुजरने का निर्देश दिया जाए उसके कौमार्य का पता लगाने के लिए वह था ज़ाहिदा बेगम बनाम मुश्ताक अहमद 2006 और 2003 का एक और मामला हालांकि एक महिला की गोपनीयता के साथ एक बुरा अनुचित और हस्तक्षेप करने के लिए आयोजित किया गया था और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया गया था इसी तरह जहां यह एक बच्चे की पितृत्व से संबंधित है क्या एक जांच से बच्चे के पितृत्व को निर्धारित करने की अनुमति दी जा सकती है और वहां यह कहा गया कि केवल जिज्ञासा या अन्य मुद्दों के उद्देश्य से एक व्यक्ति परीक्षण के लिए एक पितृत्व परीक्षण नहीं जा सकता है जिससे बच्चा नाजायज हो जाता है और इस तरह के परीक्षणों के निर्धारण से महिला या माँ को अस्वस्थ रखा जा सकता है इसलिए इसलिए गोथम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1993 में ऐसे पैरामीटर निर्धारित किए गए थे जब इस तरह के पितृत्व परीक्षणों की अनुमति दी जा सकती है और इसका बच्चे के हितों के साथ अधिक लेना देना है कि किसी भी मामले में बच्चे को ऐसे पितृत्व परीक्षणों के कारणों से पीड़ित होने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए मीरा मथुरा बनाम एलआईसी 1992 का मामला है जहां एलआईसी प्रश्नावली ने अपनी नीतियों का लाभ उठाने के लिए पिछले गर्भ धारण और अन्य अंतरंग विवरणों के बारे में जानकारी मांगी है अब इसे अनुचित और जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी माना जाने लगा जहाँ किसी व्यक्ति के संबंध में अंतरंग विवरण के बारे में इस तरह के व्यक्तिगत प्रश्न नहीं पूछे जा सकते अनुच्छेद 21 में प्रजनन विकल्प बनाने के लिए एक महिला का अधिकार शामिल है जिसमें यौन गतिविधि या आग्रह या गर्भनिरोधक विधियों के उपयोग से इनकार करने का अधिकार शामिल है इसमें गर्भावस्था से लेकर अपने पूरे कार्यकाल तक बच्चे को जन्म देने और उसका पालन पोषण करने का अधिकार भी शामिल है इसलिए श्रीवास्तव की कविता चंडीगढ़ प्रशासन 2010 का मामला था जहां अदालत ने अपनी पूरी अवधि के लिए अपनी गर्भावस्था को पूरा करने और बच्चे को जन्म देने के लिए महिला की पसंद का सम्मान किया क्योंकि अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यह महिला का विशेष अधिकार है कि वह अपने यौन और प्रजनन विकल्पों के संबंध में निर्णय ले और चाहे वह बच्चा पैदा करना चाहती है या बच्चा नहीं चाहती है और इसे अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार में शामिल किया जाएगा स्लाइड समय देखें 1544 इसी तरह कई अन्य मामलों में अदालतें जीवन के अधिकार को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ी हैं ऐसे मामलों में यह माना गया है कि एक वेश्या को भी निजता का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति उसका बलात्कार सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वह आसान रूप से उपलब्ध महिला है जैसा कि मैंने कहा था कि मुआवजे के मामले में मुआवजे को जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग माना गया है और 2000 के चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रीमदास के मामले में जहां रेलवे यात्री निवास में एक बांग्लादेशी नागरिक के साथ बलात्कार किया गया था भारतीय रेलवे को उत्तरदायी ठहराया गया था और उसके जीवन और गरिमा के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था जो उसके साथ हुए बलात्कार के कारण हुआ था इसी तरह बलात्कार की शिकार महिलाओं के मामले में जहां कई बार चिकित्सा परीक्षण होते हैं जो महिला की गरिमा का उल्लंघन करते हुए ऐसे चिकित्सीय परीक्षण किए जाते हैं यह 2013 में आयोजित किया गया है कि जहां यह टू फिंगर टेस्ट को हराने से संबंधित है ऐसे परीक्षण एक महिला की गोपनीयता पर आक्रमण करते हैं और वे क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार करते हैं और उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए स्लाइड समय देखें 1722 इसके बावजूद यदि कोई देखता है तो मौजूदा स्थिति का पता चलता है जैसा कि हमने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के पिछले व्याख्यानों में आंकड़ों के माध्यम से बताया है एक पाता है कि यहां तक कि अनुच्छेद 21 के बावजूद जो जीवन और मानव की गरिमा की गारंटी देता है यहां तक कि ऐसी गारंटी के बावजूद कम महिला आबादी के संबंध में एक खतरनाक तथ्य है महिलाओं के लिए साक्षरता दर में गिरावट लिंगानुपात में गिरावट फिर भारत में होने वाले सेक्स चयनात्मक गर्भपात फिर महिलाओं के विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न चाहे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पूर्व संध्या छेड़छाड़ और बलात्कार सहित हिंसा की घटनाएँ जो बार बार हो रही हैं इसलिए अगर कोई इन मौजूदा बीमारियों को देखता है जो कि इस समाज में प्रचलित हैं तो एक समझता है कि अनुच्छेद 21 की गारंटी अभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं की गई है मानव गरिमा के साथ जीवन का अधिकार जो एक महिला सहित हर व्यक्ति को आश्वासन दिया गया है अभी भी हासिल किया जाना है क्योंकि कई क्षेत्रों में चाहे शिक्षा चाहे जन्म के मामलों में चाहे रोजगार के मामलों में चाहे सभी मामलों में वह कहीं न कहीं है आप जानते हैं वह पिछड़ गई है और इसलिए उसके अधिकार का पूरा अहसास उसके सपने जैसा है एक अन्य लेख के बगल में आ रहा है जो कि अनुच्छेद 23 है जो शोषण के खिलाफ अधिकार की बात करता है अब यह लेख मानव और भिखारियों या किसी अन्य प्रकार के जबरन श्रम में तस्करी पर रोक लगाता है इसलिए किसी भी प्रकार के जबरन श्रम करने के लिए इंसानों की तस्करी नहीं की जा सकती है और न ही यह किया जाता है क्योंकि यह समाज में रहने वाले गरिमापूर्ण जीवन के आधार पर चलता है अब जब हम यातायात शब्द की बात करते हैं तो यह मूल रूप से सामानों की तरह पुरुषों और महिलाओं की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है तस्करी शब्द को भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में आगे परिभाषित किया गया है और इसमें भर्ती परिवहन दोहन या शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को प्राप्त करना शामिल है यह खतरे बल उत्पीड़न धोखाधड़ी शक्ति का दुरुपयोग आदि से प्रभावित होता है और इस तरह के शोषण में शारीरिक शोषण यौन शोषण दासता सेवा या अंगों को जबरन हटाना शामिल है इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में इस तरह के किसी भी प्रकार के शोषण की अनुमति नहीं है प्रतिबंधों के बावजूद हम इस तथ्य से अवगत हैं कि समाज में बंधुआ मजदूरी का अस्तित्व है भारी संख्या में महिलाओं की मानव तस्करी का अस्तित्व है जहां विभिन्न राज्यों से महिलाओं की तस्करी की जाती है विभिन्न राज्यों से राष्ट्र और अन्य गतिविधियों में से एक में उपयोग किए जाते हैं जो अवैध हैं तो चाहे वह सेक्स बाजार से संबंधित हो या श्रम बाजार या शोषण के अन्य रूपों से इसलिए यह बहुत अधिक अस्तित्व में है संवैधानिक निषेध के बावजूद जो मानव में किसी भी प्रकार के यातायात को प्रतिबंधित करता है स्लाइड समय देखें 2150 जब हम भिखारी के कार्य को संदर्भित करते हैं तो शब्द का अर्थ है भुगतान के बिना अनैच्छिक कार्य इसलिए किसी भी इंसान को काम करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है और न ही किया जा सकता है इसी तरह मजबूर व्यक्ति को अपनी इच्छा या सहमति के बिना सेवा प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति बनाने के लिए संदर्भित करता है इसमें मजबूरी शामिल है बंधुआ मजदूरी गुलामी अनैतिक तस्करी सभी इस श्रेणी में शामिल हैं और संसद को उचित कानून बनाने और इन कृत्यों को दंडित करने के लिए अधिकृत किया गया है अब आम तौर पर जब यह महिलाओं की चिंता करता है तो हम वेश्यावृत्ति के अस्तित्व को देखते हैं जैसा कि हमने व्यावसायिक यौन शोषण के रूप में कहा देवदासी की यह प्रणाली जो अभी भी देश के कुछ हिस्सों में मौजूद है और घरेलू श्रम में महिलाओं का रोजगार हम अक्सर प्लेसमेंट एजेंसियों की विभिन्न रिपोर्टों में आते हैं जिनमें ग़रीब क्षेत्रों की महिलाओं की खरीद की जाती है शायद उत्तर पूर्व या कुछ अन्य आदिवासी क्षेत्रों की और शहरों और महानगरों में अवैध रूप से काम करने के लिए बनाई जाती हैं कई बार ये बच्चे माता पिता द्वारा उन्हें अदा किए जा रहे अच्छे पैसे की एक परत में दे दिए जाते हैं हालाँकि एक समय के बाद यह देखा जाता है कि कोई पैसा नहीं है जो इसमें शामिल है या बच्चे को घरों में घरेलू श्रम के रूप में काम करने के लिए रखा गया है उन्हें बिना कोई पैसा दिए और इसके अतिरिक्त उन परिवारों द्वारा विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों के अधीन हैं जिनमें वे काम कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार के उल्लंघन भारतीय संविधान द्वारा पूरी तरह से निषिद्ध हैं और अनुच्छेद 23 उस प्रभाव की ओर है हालांकि ये दोनों प्रथाएं भारतीय समाज में एक वास्तविकता हैं स्लाइड समय देखें 2402 अब इसलिए ये कुछ प्रासंगिक मौलिक अधिकार हैं कई अन्य हैं लेकिन लिंग न्याय अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 15 16 अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 21 23 के दायरे में कुछ प्रासंगिक मौलिक अधिकार हैं जो वहां हैं और ये मौलिक अधिकार महिलाओं के अधिकारों को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं और वे मानव अस्तित्व और विशेष रूप से समाज में महिलाओं की सुरक्षा के मूल में हैं अब ये अधिकार जैसा कि हमने कहा कि लागू करने योग्य हैं और इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक लेख अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचार के अधिकार की बात करता है इसलिए जिस किसी के अधिकार का उल्लंघन किया गया है वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकता है और परिणामी लेख उच्च न्यायालय के लिए यह अनुच्छेद 226 है जहां न केवल मौलिक अधिकारों के लिए बल्कि किसी अन्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए कोई भी नागरिक भारतीय संविधान के भाग 3 में गारंटी कृत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही करके उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का रुख कर सकता है इसलिए उस आधार पर कई मुकदमे हुए हैं जिन्हें मुख्य रूप से जनहित याचिकाओं के रूप में स्थापित किया गया है विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जो महिलाओं का सामना कर रहे हैं और चाहे असमान मजदूरी से संबंधित हों या अनैतिक यातायात या नाबालिग लड़कियों की बिक्री से संबंधित हों या बंधुआ मजदूरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के समक्ष कई ऐसी याचिकाएँ रही हैं ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखा जा सके और अदालत को यह देखने के लिए उचित दिशा निर्देश पारित करने पड़ें कि एक उपयुक्त प्रवर्तन किया गया है इन अधिकारों में से प्रत्येक और परिणामस्वरूप ऐसी भेदभाव पूर्ण और मनमानी और अपमानजनक प्रथाओं जो समाज में मौजूद हैं को रोका जा सकता है